यह शेष राशि 5 नहीं होगी बल्कि यह होगी इसलिए हम इसे फिर से लिखें कि हमारे पास यहां कितना शेष है शेष राशि 65 थी यहां हमारे पास 65 सही 65 थे इसलिए वह इसे सुधारने के लिए क्या करेगा एक है खिड़की की ड्रेसिंग वह क्या करेगा वह कहना है कि वह अलग लेनदारों का भुगतान करेगा वह यह कहना है कि वास्तविक लेनदारों है मूल राशि है कितना 65 सही है वह भुगतान करेगा कि वह कितना 50 का भुगतान करेगा इसलिए कितना बचा है अब वह 15 के एक सुकुमार लेनदारों के साथ छोड़ दिया गया है और इस पक्ष ने भुगतान किया है कि उसने 55 लाख या रुपये या शेष राशि का भुगतान 50 से किया है चले गए हैं क्योंकि यह 50 का भुगतान किया जाता है इसलिए 50 नकद से कम हो जाता है इसलिए उसे केवल 5 अधिकार के साथ छोड़ दिया जाता है अब आप नई बैलेंस शीट को पूरी तरह से देखते हैं यदि आप इस तरफ देखें तो नई बैलेंस शीट पूरी तरह से यहाँ होगी यदि आप इसे लगाते हैं तो यह कितना होगा 15 और 5 20 तो यह कितना हो जाएगा यह 80 हो जाएगा यह बैलेंस शीट इस तरफ 80 हो जाएगी और यह पक्ष कितना हो जाएगा क्योंकि उसने कुछ भुगतान किया है नकदी उपलब्ध है इसलिए यह 20 80 है और यह 125 है तो यह 25 हो जाएगा यह 105 सही हो जाएगा इसलिए यह नई बैलेंस शीट की गणना करते हैं जो कि 131 1 है और लिक्विडिटी रेशों 133 के करीब है जो 131 है तो इसका मतलब है कि आप मुझे क्रेडिट दें और मेरी बैलेंस शीट को स्वीकार करें क्योंकि मेरी लिक्विडिटी 5 था इसलिए कुल 130 था लेकिन इसमें कैश की स्थिति काफी मजबूत थी उनके पास 55 मार्केटेबल सिक्योरिटीज के रूप में है और अन्य कम लिक्विड असेट्स कम हो गई है नकद के रूप में 55 रुपये के बजाय केवल 5 लाख रुपये रखना बेहतर है क्योंकि इन विविध लेनदारों जो उन्होंने अभी भुगतान किया है वे शायद ऐसा नहीं करेंगे इसलिए उन्होंने नकद छूट भी अर्जित की है और उन्होंने इस दायित्व का भुगतान भी अपनी जेब से कुछ भी निवेश किए बिना किया है उन्होंने अपनी जेब से एक भी पैसा निवेश किए बिना अपनी लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार किया है उन्होंने अपनी लिक्विडिटी नहीं बनाई जाती हैं बल्कि जो भी नकदी होती है वह उस नकदी से बाहर के दायित्वों का हिस्सा या उस नकदी की मदद से भुगतान किया जाता है तो उस तरह से आपकी करंट लायबिलिटीज को देखते हैं तब वे इसे स्वीकार करेंगे लेकिन अगर वे पूर्ण मूल्यों को भी देख रहे हैं तब वे वास्तव में सोच रहे होंगे कि इस कंपनी ने क्या किया है और यह विंडो ड्रेसिंग पर विश्वास न करें आप पूर्ण मूल्यों में भी विश्वास करते हैं और यदि आप एक उधारकर्ता हैं तो आपको इस तरह की चीजों को करना चाहिए लेकिन सावधान रहें कि इन चीजों को मनाया जा सकता है या देखा जा सकता है या ऋणदाता द्वारा भी पाया जा सकता है और अगर ऋणदाता पाता है कि आपकी जेब से एक पैसा भी निवेश किए बिना आपने फर्म की लिक्विडिटी है कि हम इसके लिए कैसे जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप यह कह सकते हैं कि निष्कर्ष यह है कि ये रेशों में है कि फर्म ने इससे कितनी राशि का निवेश किया है और कितना देखते हैं कि उन्होंने कैसे फर्म की लिक्विडिटी का प्रबंधन कैसे करें और फर्म की वित्तीय लागत कैसे कहें भी नियंत्रण में रखा जा सकता है और टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की हमने सूची प्रबंधन पर लंबाई पर चर्चा की है हमने प्राप्य प्रबंधन पर लंबाई पर चर्चा की है जिसमें हमने नकदी प्रबंधन को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हैं और अब करंट लायबिलिटीज का प्रबंधन सही है या समान है आप इसे भुगतान प्रबंधन हो सकता है यह बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं हम महत्व के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और करंट लायबिलिटीज और अर्जित खर्चों का हो सकता है ये 2 महत्वपूर्ण बकाया खर्च हैं क्योंकि हम कहते हैं कि व्यापार क्रेडिट का मतलब है आपूर्तिकर्ता अगर कोई आपूर्तिकर्ता कच्चे माल या कुछ भी आपूर्ति कर रहा है फिर इसे कैसे प्रबंधित किया जाए और अर्जित खर्चों का कहना है कि खर्च आपके बिजली बिलों का है पानी के बिलों का कहना है कि श्रमिकों का वेतन कर्मचारियों का वेतन क्योंकि हर कोई कंपनियों के अल्पकालिक ऋण का विस्तार कर रहा है तो इसे ठीक से प्रबंधित किया जाना चाहिए क्योंकि यह भुगतान के कारण बन जाएगा वेतन और मजदूरी 30 दिनों या 1 महीने के बाद भुगतान किए जाने के कारण बन जाते हैं क्योंकि इन उपयोगिताओं की शक्ति और पानी के खर्चों के लिए हमें भुगतान करना पड़ता है या बिलों का भुगतान करना पड़ता है जो हमें महीने में एक बार भुगतान करना पड़ता है और फिर भी विविध लेनदारों के रूप में मैंने भारत में मानक क्रेडिट अवधि 30 से 45 दिन बताई है तो यह भी भुगतान करना होगा इसलिए हम इन खर्चों के रूप में और बोले गए लेनदारों के रूप में पैसा उधार लेने के लिए तैयार हैं लेकिन हमें वह भुगतान करना होगा और जो बहुत कम समय के भीतर भुगतान किया जाएगा इसलिए हमें उस अधिकार के बारे में सावधान रहना चाहिए इसलिए जब आप देय खातों सही हैं और हम उन्हें वित्त के सहज स्रोत कहते हैं मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्या आपको याद है जब हमने इस विषय पर चर्चा शुरू की थी विशेष रूप से मैंने आपको बताया था कि वित्त के 3 स्रोत हैं वित्त के 2 स्रोत नहीं हैं हमारे पास केवल दीर्घावधि कहते हैं वित्त का सहज स्रोत है क्योंकि यह वित्त के स्रोत का स्व समायोजन प्रकार है एक बार समझौते या शर्तों को आपूर्तिकर्ता और खरीदार द्वारा सहमति दी जाती है जब दोनों पक्ष आम शर्तों पर सहमत हो जाते हैं तो स्वचालित रूप से सामग्री आती रहती है भुगतान नियत तारीखों पर जारी रहता है और हर कोई उन नियमों और शर्तों का पालन करता है जो कोई भी इस सहजीवन को परेशान करने के बारे में नहीं सोचता है यदि कोई आपूर्तिकर्ता आपूर्ति को भेजने में चूक करता है या भुगतान करने में खरीदार चूक करता है तब इस सिंबोसिस समझौता है इसलिए जब आप 45 दिनों के लिए क्रेडिट देंगे तो आप आपूर्ति करेंगे 45 वें दिन एक खरीदार के रूप में यह जिम्मेदारी होगी कि आप अपने भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका भुगतान आपके कार्यालय में पहुंचे तो इसका मतलब है कि जब भी सामग्री की आवश्यकता होती है तो आप ऑर्डर देते हैं और जब आप चेक भेजते हैं तो भुगतान हो जाता है इसलिए हमें विशेष वित्त की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है हम यह जानते हैं कि आपके इन खर्चों की सूची के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है उदाहरण के लिए आपको कर्मचारियों के वेतन के बारे में बात करनी है कर्मचारी हर महीने कंपनी और कर्मचारियों या श्रमिकों के बीच विशेष समझौते के लिए जाते हैं एक बार जब यह तय हो जाता है कि आपकी सैलरी इतनी ज्यादा है तो आपको 30 दिन या 31 दिन के बाद या महीने के अंत में या शायद हर महीने के पहले सप्ताह में भुगतान किया जाएगा कर्मचारी आते रहते हैं वह सेवाओं का प्रतिपादन करता है और फिर पहले सप्ताह में या महीने के अंत में उसे वह वेतन मिलता है जो ट्रांसपोर्टर्स खाता है जो कि बिजली आपूर्ति कंपनियों के मामले में है यही हाल पानी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों का भी है जब आपूर्तिकर्ता के पास शक्ति हो इस आपूर्तिकर्ता के पास वह पानी है जिसे हम उनसे बार बार नहीं पूछते हैं कि आपके बिल का भुगतान करने के बाद मुझे कितना समय देना है बिल स्वत भुगतान की शर्तों के अनुसार 1 महीने या 2 महीने के बाद आता है और हम भुगतान भेजते हैं और उस तरह से जो सिस्टम चल रहा है वही आपूर्तिकर्ताओं के साथ होता है इसलिए एक बार आपूर्तिकर्ता उस शब्द को दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है या दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है इसका मतलब है कि स्वाभाविक रूप से यह चल रहा है कि स्वाभाविक रूप से प्रक्रियाएं चल रही हैं इसलिए इसका मतलब है कि कुछ भी चिंता करने या सही के बारे में सोचने के लिए कुछ भी नहीं है तो इसे देय खातों के प्रबंधन के रूप में कहा जाता है जिसे हम इसे वित्त के चल रहे स्रोत के रूप में कहते हैं या ये खाते देय हैं जो चल रहे आधार पर व्यवसाय को वित्त प्रदान करते हैं और यही कारण है कि इसे स्वयं समायोजन या वित्त के सहज स्रोत के रूप में कहा जाता है अब कितना कहते हैं कि खातों के भुगतानों का प्रबंधन कैसे करें अपने सबसे महत्वपूर्ण करंट लायबिलिटीज को कैसे प्रबंधित करें जिसे खाता देयकों के रूप में कहा जाता है खातों के भुगतानों का प्रबंधन कैसे करें मैंने यहां लिखा है कि वास्तव में उत्पादन बजट से उत्पन्न होने वाले भुगतान खातों पर दिखाई देते हैं जब सामग्री को स्टोर में प्राप्त किया जाता है और परचेसेस से आएगा और आपूर्तिकर्ता द्वारा एक बार डिलीवरी करने पर चालान देता है इनवॉयस दिखाई देगी जो कि प्राप्य है इसलिए यदि आप इसकी तुलना प्राप्य खातों से प्राप्त किया गया हो इसलिए अंतर 1 मामले में है जो हम सामग्री प्राप्त कर रहे हैं दूसरे मामले में हम सामग्री भेज रहे हैं और 1 मामले में हमें भुगतान प्राप्त करना होगा जो हमने पहले बात की है और दूसरे मामले में हमें भुगतान सही करना है और भुगतान शर्तें पूर्व निर्धारित हैं वे मानक साधन हैं मानकीकृत या मानक भुगतान शर्तें हैं अब हमें इस खाते को देय देखने के प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बात करनी है हमारे पास सामान्य रूप से 2 चीजें हैं जो खरीदे जाने और देय खातों को बढ़ाने की शर्तें हैं खरीद की शर्तें इसमें खरीदारी की शर्तें शामिल हैं जिसमें क्रेडिट अवधि और खरीद क्रेडिट आपूर्तिकर्ता और नकद छूट से पूछ सकती है यदि हम नकदी पर भुगतान करने के लिए तैयार हैं या शायद न्यूनतम क्रेडिट अवधि के भीतर उदाहरण के लिए 10 दिनों के भीतर वह कह रहा है कि ठीक है यदि आप मुझे 10 दिनों के भीतर भुगतान करते हैं तो मैं आपको 2 की छूट दूंगा अन्यथा 35 या 40 दिनों की सामान्य क्रेडिट अवधि मैं आपको दे रहा हूं तो यह उस फर्म की पसंद है जिसे उसने दिया है दोनों शर्तों के आपूर्तिकर्ता ने दोनों शर्तें दी हैं कि यदि 10 दिनों के भीतर उसे भुगतान किया जाता है तो स्वचालित रूप से वह हमें नकद छूट देगा इसलिए हमें उसे कुल चालान मूल्य छूट राशि कहने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है लेकिन अगर हम भुगतान करने वाले को 10 दिनों के भीतर भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं फिर क्या किया जाएगा 35 या 40 या 45 दिनों की सामान्य क्रेडिट अवधि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत होंगे कि हाँ अब यह क्रेडिट अवधि है इसलिए खरीद की शर्तों में 2 चीजें क्रेडिट अवधि और नकद छूट शामिल हैं फिर यहां देय खातों को चर्चा के बिंदु के रूप में या ब्याज की बात है वे 2 पक्ष हैं एक आपूर्तिकर्ता है दूसरा आपूर्तिकर्ता का खरीदार उद्देश्य है कि वह अपने भुगतान को जल्द से जल्द वापस ले और खरीदार का उद्देश्य यह है कि वह भुगतान में देरी जितना संभव हो सके क्योंकि भुगतान करने वाले के दिमाग में उद्देश्य यह है कि वह नकदी के शुद्ध मूल्य को कम से कम करना चाहता था जो आपूर्तिकर्ता को यथासंभव भुगतान कर रहा है यदि वह 10000 रुपये का भुगतान कर रहा है तो वह वास्तव में 8000 रुपये का भुगतान कर रहा है क्योंकि अगर वह भुगतान में देरी करता है यदि आप 10000 की गणना करते हैं तो आज का भुगतान पहले किया जाएगा जो कि 10000 होगा लेकिन 30 दिनों के बाद 10000 का भुगतान किया जाएगा जो 10000 नहीं होगा तो खरीदार का उद्देश्य यह है कि वह आपूर्तिकर्ता को जो भुगतान कर रहा है उसका शुद्ध वर्तमान मूल्य कम से कम हो लेकिन खरीदार आपूर्तिकर्ता के दूसरी तरफ उद्देश्य यह है कि उसे शुद्ध प्रतिशत मूल्य को अधिकतम करना चाहिए इसलिए न्यूनतम क्रेडिट अवधि के साथ साथ नकद छूट भी है लेकिन अगर आप याद करते हैं कि मैंने आपको कुछ समय पहले प्राप्तियों के प्रबंधन के मामले में बताया है कि समय की सीमा है और कहे जाने वाले लोडिंग फैक्टर के कारण भी खरीदार क्रेडिट या क्रेडिट अवधि का विस्तार करना चाहता है तो वह इसे विस्तारित करना नहीं चाहता है भुगतान करना चाहते हैं और अपने दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं वह क्रेडिट का विस्तार करना चाहता है क्यों क्योंकि जब आप आपूर्तिकर्ता से ऋण के लिए पूछ रहे हैं वह क्रेडिट बिक्री बिलों को कुछ इंटरेस्ट फैक्टर कहा जाता है उदाहरण के लिए 2 प्रति माह इसका मतलब 24 है यदि आप 30 दिनों के लिए भुगतान में देरी करते हैं तो आपको 2 प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा यदि आप भुगतान में देरी करते हैं तो यह 4 हो जाएगा यदि 2 महीने के लिए भुगतान में देरी हो जाती है तो यह 4 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यह 24 प्रति वर्ष है तो क्या होता है उधारकर्ता या खरीदार एक लागत लाभ विश्लेषण करता है वह कहता है कि अगर मैं बैंक से पैसे उधार लेता हूं और उसे नकद में आपूर्तिकर्ता को नकद में भुगतान करता हूं मैं बैंक को कितना ब्याज दे रहा हूं और अगर वह मुझे इंटरेस्ट कंपोनेंट पर आपूर्ति पर कितना ब्याज ले रहा है इसलिए दोनों चीजें स्पष्ट हैं उसे एक लागत लाभ विश्लेषण करना होगा कि देय खातों के लागत लाभ विश्लेषण नीति को कम से कम करना होगा जिसमें संवितरण का शुद्ध प्रतिशत मूल्य स्पष्ट रूप से यहां है इसलिए उदाहरण के लिए यदि बैंक से उधार महंगा है और आपूर्तिकर्ता से उधार लेना बहुत सस्ता है फिर निश्चित रूप से वह उधार लेने के लिए जाना चाहते हैं और उदाहरण के लिए क्रेडिट अवधि का विस्तार करना जो कि एक विशेष समय तक निश्चित है जो उदाहरण के लिए कहा जाता है कि 30 दिनों तक आप 2 ब्याज दरों की तुलना करते हैं तब ब्याज दर में आपूर्तिकर्ता बैंकों की ब्याज दरों की तुलना में कम होता है यदि आप इसे 45 दिन करते हैं तो दोनों करीब आ रहे हैं लेकिन यदि आप इसे 60 दिन बनाते हैं तो संभव है कि आपूर्तिकर्ता लोड कर रहा है यह प्रति माह 2 हो रहा है इसका मतलब है कि यह 4 हो रहा है वह 4 के साथ लोड हो रहा है यह 24 प्रति वर्ष हो जाता है जहाँ बैंक आपको प्रति माह 18 की दर से ऋण देने के लिए तैयार है इसका मतलब है कि खरीदार के लिए उधार लेना बहुत बेहतर है यदि वह बैंक से उधार ले सकता है जो कि पूर्व शर्त बैंक भी है तो उसे जमीन पर उतारने के लिए तैयार होना चाहिए अगर वह बैंक से पैसे उधार ले सकता है तो उसके लिए बेहतर है कि वह 24 के साथ क्रेडिट बिक्री को लोड करने और फिर उसे नकद में भुगतान करने की अनुमति देने के बजाय 18 पर उधार ले लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता है क्योंकि आपूर्तिकर्ता से ऋण लेने के लिए खरीदार के पास एक कारण होना चाहिए और अगर बैंक की ब्याज दर आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में कम है तो ब्याज दर है तो खरीदार उसे समझाएगा कि आपका चार्ज को 1 प्रति माह ब्याज के साथ लोड करूंगा इसका मतलब है कि मैं 12 शुल्क लूंगा और यदि आप बैंक में जाते हैं तो आपको 18 का भुगतान करना होगा इसलिए स्वाभाविक रूप से खरीदार आपूर्तिकर्ता से क्रेडिट लेना चाहते हैं और उसे 1 के साथ क्रेडिट बिक्री 1 महीने या शायद 45 दिनों से 2 महीने या 3 महीने तक बढ़ाता है फिर वह कहता है कि मेरा ब्याज भी बढ़ जाएगा और यह 2 प्रति माह हो जाएगा 24 प्रति वर्ष जबकि बैंकों की ब्याज दर फिर से 18 है इसलिए स्वाभाविक रूप से स्वचालित रूप से खरीदार इसे 30 या 45 दिनों से आगे बढ़ाना पसंद नहीं करेगा जिसके लिए ब्याज प्रति माह केवल 1 है उसके लिए आपूर्तिकर्ता से क्रेडिट को अधिकतम करना है इस प्रकार यहां हमने भुगतान प्रबंधन पर चर्चा शुरू की है इसलिए हमने अब तक चर्चा की है कि भुगतानकर्ता के प्रबंधन से संबंधित देय खातों के बारे में अधिक दिलचस्प अवधारणाएं खींचने का क्या मतलब है लेखा देयकों का प्रबंधन मैं आपके साथ अगली कक्षा में चर्चा करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद